ऑनलाइन पाठ्यक्रम के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो हम मैट्रिक्स के आंतरिक गुणन को देख रहे हैं और हमने दो मैट्रिक्स के आंतरिक गुणन को परिभाषित किया है वास्तव में B के ट्रेस के रूप में समान आकार AB के दो मैट्रिक्स A को ट्रांसपोज़ करते हैं वास्तव में इसे इस तरह देखा जा सकता है जैसे आपके पास B है उदाहरण के लिए हमारे 3 क्रॉस 2 के लिए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पर विचार करते हुए अगर मैं B को 2 कॉलम B 1 बार के रूप में लिख सकता हूं क्योंकि याद रखें 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में आकार 3 के प्रत्येक 2 कॉलम हैं और मैट्रिक्स A के रूप में यह सिर्फ चित्रण के उद्देश्य के लिए है A 1 बार पहला कॉलम a 2 बार तो यह पहला कॉलम है

यह दूसरा कॉलम है और यदि आप B ट्रांसपोज़ लिखते हैं तो B का ट्रांसपोज़ अच्छी तरह से होगा याद रखें कॉलम पंक्तियों में बदल जाते हैं तो यह B 1 बार ट्रांसपोज़ दूसरी पंक्ति बन जाएगी B 2 बार ट्रांसपोज़ टाइम्स A जो कि पहला कॉलम A 1 बार दूसरा कॉलम A 2 बार है और अब इसे देखें यह एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा तो यह पहली प्रविष्टि होगी B 1 बार ट्रांसपोज़ A 1 बार B 1 बार ट्रांसपोज़ A 2 बार B 2 बार ट्रांसपोज़ A 1 बार B 2 बार ट्रांसपोज़ A 2 बार और आप विभिन्न प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में विभिन्न प्रविष्टियां B 11 A 11 प्लस होंगी और इसलिए अब आप विभिन्न प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसका ट्रेस लेते हैं तो यदि आप इस B ट्रांसपोज़ A का ट्रेस लेते हैं जो b 1 बार ट्रांसपोज़ a 1 बार प्लस b 2 बार ट्रांसपोज़ a 2 बार होगा जो कुछ भी नहीं होगा लेकिन b 1 बार ट्रांसपोज़ b 1 बार ट्रांसपोज़ है अगर आप ऊपर से देख सकते हैं तो यह b 1 1 b 2 1 b 3 1 में 1 बार है जो a1 1 a2 1 a3 1 प्लस b2 बार होगा जो b1 2 b2 2 b3 2 बार a1 2 a2 2 और a3 2 होगा और यह अच्छी तरह से बराबर है खैर यह आंतरिक प्रोडक्ट है यह आपका आंतरिक प्रोडक्ट है और अब सामान्य तौर पर एक m क्रॉस n के लिए तो यह आंतरिक प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक सरल उदाहरण था जो इसे 3 क्रॉस 2 मामले के लिए दर्शाता है सामान्य तौर पर इसे m क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है

तो उदाहरण के लिए हमारे पास m क्रॉस n रियल m क्रॉस n मैट्रिक्स का एक एलिमेंट हो सकता है

आगे B m क्रॉस n से संबंधित है ये दो m क्रॉस n मैट्रिक्स हैं फिर B का ट्रेस ट्रांसपोज़ A का ट्रेस होगा जो कि विकर्ण तत्वों का योग है आप देख सकते हैं कि कॉलम पंक्तियां बन जाएंगी तो M क्रॉस N मैट्रिक्स में M एलिमेंट C के N कॉलम होंगे इसलिए यह B 1 बार ट्रांसपोज़ B 2 बार ट्रांसपोज़ B होगा यदि मैं गलत नहीं हूं B N बार ट्रांसपोज़ बार a 1 बार ट्रांसपोज़ या बार a 1 बार a 2 बार a n बार और यह होगा यदि आप इसे देखते हैं तो इसका ट्रेस लें तो यह होगा i 1 से n बराबर होगा i बार ट्रांसपोज़ a i बार और यह n है याद रखें n कॉलम की संख्या के बराबर है

n कॉलम की संख्या के बराबर है विभिन्न मात्राएँ b i bar प्रत्येक b i bar b i bar मैट्रिक्स B के ith कॉलम के बराबर है और a i bar मैट्रिक्स A के ith कॉलम के बराबर है

मैट्रिक्स A के ith कॉलम के बराबर है और आगे अब और अब हम उस नॉर्म पर आते हैं जो इस आंतरिक प्रोडक्ट द्वारा प्रेरित है याद रखें कि प्रत्येक आंतरिक प्रोडक्ट हर आंतरिक प्रोडक्ट को एक नॉर्म को प्रेरित कर सकता है और इस आंतरिक प्रोडक्ट द्वारा प्रेरित नॉर्म को मैट्रिक्स के नॉर्म के रूप में परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो नॉर्म A स्क्वेयर है जो A कोमा A का आंतरिक प्रोडक्ट है जो मूल रूप से A ट्रांसपोज़ A का आपका ट्रेस है जो के बराबर है और आप देख सकते हैं ऊपर की इस बात से जो कि नॉर्म के बराबर है बस A 1 बार स्क्वेयर प्लस के साथ साथ आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं जो कि I के योग 1 से N A i बार ट्रांसपोज़ A i बार है जो अब याद है A i बार ट्रांसपोज़ A i बार एक i बार का कुछ भी नहीं है जो सभी कॉलम के मानकों के वर्गों का योग है जो मूल रूप से एक वर्ग बार 1 प्लस एक वर्ग बार 2 प्लस एक वर्ग बार है इसलिए एक वर्ग बार के मान पर एक वर्ग बार है सभी कॉलम के मानदंडों के वर्गों का योग जो आपके बराबर है आप सभी तत्वों के परिमाण वर्ग का योग कह सकते हैं आप यह भी स्पष्ट रूप से जांच सकते हैं कि यह A के सभी एलिमेंट्स के मैग्नीट्यूड स्क्वेयर के सभी योग का मैग्नीट्यूड स्क्वेयर है और इसे फ्रॉबेनियस नॉर्म कहा जाता है

इसे मैट्रिक्स फ्रोबेनियस कहा जाता है वास्तव में इसे मैट्रिक्स फ्रोबेनियस नॉर्म स्क्वेयर कहा जाता है तो यह मूल रूप से आपकी यह चीज है यह F फ्रोबिनियस मानदंड को दर्शाता है यह मैट्रिक्स फ्रोबेनियस नॉर्म है जो मूल रूप से मैट्रिक्स के सभी कॉलम के नॉर्म स्क्वेयर या मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के मैग्नीट्यूड स्क्वेयर के योग के अलावा कुछ भी नहीं है और यह वह मानदंड है जो मैट्रिक्स के अनुरूप आंतरिक प्रोडक्ट की इस विशेष परिभाषा से प्रेरित है इसमें अगला महत्वपूर्ण पहलू वह है जिसे कॉची स्क्वाड की असमानता के रूप में जाना जाता है जो आंतरिक प्रोडक्ट है जो कॉची स्क्वाड की असमानता को संतुष्ट करता है

यह एक मौलिक गुण है और अक्सर उत्पन्न होता है क्वासी स्क्वायर असमानता क्या है यह एक आंतरिक प्रोडक्ट की बहुत ही मौलिक संपत्ति है

यह एक आंतरिक प्रोडक्ट की एक मौलिक संपत्ति है और यह क्या कहता है कि u बार अल्पविराम v बार नॉर्म स्क्वेयर से कम या उसके बराबर है u बार v बार स्क्वेयर का आंतरिक प्रोडक्ट अपने आप में u बार के आंतरिक प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के आंतरिक प्रोडक्ट से कम या उसके बराबर है जो मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन u बार स्क्वेयर का मानदंड v बार स्क्वेयर के मानदंड में है जो मूल रूप से यह दर्शाता है कि यदि आप U बार V बार के आंतरिक प्रोडक्ट के परिमाण को देखते हैं जो कि U बार बार यह कौची स्क्वाड की असमानता है यह किसी भी आंतरिक प्रोडक्ट के लिए मान्य के लिए लागू किया जा सकता है

यह या तो वेक्टर के लिए आंतरिक प्रोडक्ट या उन कार्यों के लिए आंतरिक प्रोडक्ट हो सकता है जिन्हें हमने पहले परिभाषित किया था हमने माना था कि अंतराल a से b पर निरंतर फंक्शंस उस आंतरिक प्रोडक्ट के लिए मान्य है यह मैट्रिक्स के आंतरिक गुणन के लिए भी मान्य है m क्रॉस n मैट्रिक्स जो हमने ऊपर और इसी तरह परिभाषित किए हैं तो यह आंतरिक प्रोडक्ट की किसी भी सामान्य परिभाषा के लिए मान्य है और अब इसे निम्नानुसार साबित किया जा सकता है कॉची स्क्वाड की असमानता को निम्नानुसार साबित किया जा सकता है कि मैं एक परिदृश्य पर विचार कर सकता हूं कि एक फ़ंक्शन y t आंतरिक प्रोडक्ट के बराबर है यह t का एक फंक्शन है जो किसी भी दो वैक्टर u bar v bar पर विचार करता है तो मैं u बार प्लस t v बार के आंतरिक प्रोडक्ट पर विचार कर रहा हूं मैं एक पैरामीटर t का उपयोग कर रहा हूं तो यह वेक्टर u बार प्लस t v बार बनाने का आंतरिक प्रोडक्ट है और मैं अपने आप के साथ आंतरिक प्रोडक्ट पर विचार कर रहा हूं तो यह t एक पैरामीटर है ठीक है और अब याद रखें कि यह एक वेक्टर का आंतरिक प्रोडक्ट है जिसमें स्वयं u बार प्लस t v बार है तो यह हमेशा 0 और 0 के बराबर या उससे अधिक होता है केवल अगर u बार प्लस t v बार 0 के बराबर होता है और इसलिए और अब इसे सरल बनाया जा सकता है जैसे कि u बार कॉमा u बार T v बार प्लस u बार के साथ T v बार का आंतरिक प्रोडक्ट जो मूल रूप से u बार प्लस T v बार के साथ v बार का आंतरिक प्रोडक्ट है जिसे अब U बार के आंतरिक प्रोडक्ट के रूप में सरल बनाया जा सकता है जिसमें U बार प्लस दो बार आंतरिक प्रोडक्ट है आप इसे दो बार आंतरिक प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हेरफेर कर सकते हैं जिसमें V बार प्लस T स्क्वेयर बार आंतरिक प्रोडक्ट है या मुझे इस U बार को सरल बनाने के लिए एक और कदम लिखने दें बार प्लस T बार के साथ u बार का आंतरिक प्रोडक्ट v बार प्लस T बार के साथ v बार का आंतरिक प्रोडक्ट u बार प्लस T स्क्वेयर बार के साथ v बार का आंतरिक प्रोडक्ट v बार के साथ और अब आप देख सकते हैं कि v बार u बार का आंतरिक प्रोडक्ट u बार v बार के आंतरिक प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है और इसलिए यह u बार के आंतरिक प्रोडक्ट के बराबर है अल्पविराम u बार प्लस दो बार t के साथ u बार का आंतरिक प्रोडक्ट v बार प्लस 2 बार v बार प्लस v बार का आंतरिक प्रोडक्ट जो यदि आप इसे स्थिर u बार वैक्टर u बार और v बार के लिए t के एक फ़ंक्शन के रूप में देखते हैं तो यह t में एक द्विघात अभिव्यक्ति है

अब देखें कि यह t में एक क्वाड्रैटिक है और यह हमेशा t के सभी मानों के लिए 0 से अधिक या बराबर है क्योंकि हमने यही देखा है यह अपने आप में u बार प्लस t v बार का आंतरिक प्रोडक्ट है अपने आप में एक वेक्टर का आंतरिक प्रोडक्ट हमेशा 0 से अधिक या उसके बराबर होता है तो यह 0 से अधिक या बराबर है

t में यह द्विघातक t के सभी मानों के लिए 0 से अधिक या उसके बराबर है जिसका मूल रूप से अर्थ है कि और यह केवल तभी सच है जब द्विघात समीकरण का विभेदक 0 से कम या उसके बराबर हो तो यह सच है यह केवल तभी सच है जब द्विघात के भेदभाव 0 से कम या बराबर हो

इसका अर्थ है यदि आप इस क्वाड्रैटिक के डिस्क्रीमिनेंट की गणना करते हैं जो b वर्ग माइनस 4ac 0 से कम या बराबर होगा जिसका अर्थ है कि आपके पास अपना है याद रखें यह इस क्वाड्रैटिक के लिए आपका है यह आपका a है यह आपका b है और यह आपका c है तो हमारे पास b वर्ग माइनस 4ac 0 से कम है जिसका अर्थ है u बार अल्पविराम v बार आंतरिक प्रोडक्ट वर्ग वास्तव में 4 क्योंकि b दो बार u बार अल्पविराम v बार है हम इसे निम्नानुसार लिख सकते हैं हम इसे t इनटू सो लिख सकते हैं दो बार u बार कॉमा इसलिए 4 u बार v बार स्क्वेयर माइनस 4 इनटू u बार कॉमा u बार इनटू v बार कॉमा v बार 0 से कम या उसके बराबर है इसका अर्थ है u bar comma v bar less than or or इसका अर्थ है u bar comma v bar square less than or equal to u bar comma u bar times v bar comma v bar ठीक है और इसका अर्थ है u bar comma u bar comma v bar और इसका अर्थ है मूल रूप से अब वर्गमूल लेना इसका अर्थ है कि u bar comma v bar का परिमाण u bar comma v bar less than or equal to है तो यह मूल रूप से आपका मान u bar square into norm v bar square है तो परिमाण u बार अल्पविराम v बार स्टैंडर्ड u बार गुणा स्टैंडर्ड v बार से कम या बराबर है और यह मूल रूप से आपकी सी एस असमानता कॉची स्क्वाड की असमानता है

तो यह मूल रूप से काउची स्क्वाड की असमानता को साबित करता है जो महत्वपूर्ण गुण कहता है कि दो वैक्टर u बार v बार के बीच आंतरिक प्रोडक्ट का परिमाण नॉर्म के प्रोडक्ट के बराबर से कम है जो u बार का मानदंड है जो v बार के मानदंड में है

आपने इसे वेक्टर कैलकुलस पर एक हाई स्कूल कक्षा में वेक्टर के संदर्भ में भी देखा होगा जो बताता है कि डॉट प्रोडक्ट जो आप u बार v बार के डॉट प्रोडक्ट की परिमाण को देखते हैं दो वेक्टर के मानदंडों के प्रोडक्ट से कम या बराबर है जो कि नॉर्म u बार v बार है तो यह आपका स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट है और वास्तव में यह भी उपरोक्त से इस बात का तात्पर्य है आप यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि माइनस नॉर्म ऑफ U बार इनटू नॉर्म ऑफ V बार कम से कम या बराबर U बार कॉमा V बार से कम या नॉर्म U बार इनटू नॉर्म V बार के बराबर है जिसका अर्थ है कि सामान्य रूप से माइनर नॉर्म u बार से नॉर्म v बार में विभाजित करना है इसका अर्थ है कि माइनस 1 u बार कॉमा v बार से कम या बराबर है जो नॉर्म u बार कॉमा नॉर्म v बार से कम या बराबर है और यह मात्रा इसे देखें यह माइनस 1 और 1 के बीच है

तो इस मात्रा को एक कोण कोसाइन थीटा के कोसाइन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि कोसाइन थीटा माइनस 1 और 1 के बीच स्थित है और इसे मूल रूप से कोसाइन थीटा के रूप में परिभाषित किया गया है तो हमारे पास कोसाइन थीटा बराबर कोसाइन थीटा बराबर u बार कॉमा v बार को नॉर्म u बार नॉर्म V बार से विभाजित किया गया है और यह दो वैक्टर के बीच का कोण है यह दो वैक्टर के बीच के कोण की परिभाषा है तो अब आप यह भी देख सकते हैं कि यदि थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब है कि वेक्टर परपेंडिकुलर हैं यदि दो वैक्टरों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो हमारे पास वेक्टर परपेंडिकुलर हैं इसका अर्थ है u बार अल्पविराम v बार परपेंडिकुलर है इसका तात्पर्य है कि कोसाइन थीटा 0 के बराबर है और इसका तात्पर्य है कि u बार अल्पविराम V बार के बीच का आंतरिक प्रोडक्ट 0 के बराबर है और इसलिए दिलचस्प गुण यह है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं यदि उनका U बार परपेंडिकुलर है तो याद रखें कि यह परपेंडिकुलर प्रतीक है U बार V बार के परपेंडिकुलर है यदि आंतरिक प्रोडक्ट U बार अल्पविराम V बार 0 के बराबर है और यह फिर से एक बार फिर से एक अवधारणा है जो किसी भी सामान्य आंतरिक प्रोडक्ट के लिए मान्य है

यह किसी भी सामान्य आंतरिक प्रोडक्ट के लिए मान्य है और इसलिए इसे फिर से परपेंडिकुलर को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो हमारे पास एक धारणा है हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका उपयोग समान रूप से कार्यों के साथ साथ मैट्रिक्स के लिए लंबवतता की धारणा को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है अर्थात जब दो कार्यों के बीच आंतरिक प्रोडक्ट 0 होता है तो फ़ंक्शंस परपेंडिकुलर होते हैं या जब दो मैट्रिक्स के बीच आंतरिक प्रोडक्ट 0 होता है तो मैट्रिक्स परपेंडिकुलर होते हैं और इसी तरह तो एक विजेता प्रोडक्ट की यह अवधारणा एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली अवधारणा है जिसमें बड़ी संख्या में अनुप्रयोग हैं और कई दिलचस्प अंतर्दृष्टि पैदा करते हैं इसलिए हम यहां रुकेंगे और बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं के साथ जारी रखेंगे